इसलिए हम अगले विषय पर जाने वाले हैं फ्लो पास्ट सिलेंडर

अब फ्लो पास्ट सिलेंडर वास्तव में फ्लैट प्लेट के फ्लो पास्ट की तुलना में बहुत अधिक सामान्य है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप आर्द्रीकरण टावरों को देखते हैं तो पुस्तकालय के पीछे एक आर्द्रीकरण टावर है यदि आप आर्द्रीकरण टावर को देखते हैं तो वहां ट्यूब हैं जो अंदर जा रही हैं और तो इन ट्यूबों से गुजरने वाला तरल पदार्थ होगा यदि आप हीट एक्सचेंजर्स को देखते हैं तो आप में से अधिकांश ने इन आरसीएफ का दौरा किया है तो आपने इन हीट एक्सचेंजर्स को देखा होगा ये शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर हैं तो जहां आपके पास शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर है उसका विशिष्ट स्केच यह है कि हमारे पास एक इनलेट स्ट्रीम है तो हमारे पास दो तरल पदार्थ हैं द्रव एक वास्तव में इस ट्यूब से गुजर रहा है तो वह ट्यूब है तो इसे ट्यूब कहा जाता है और इसे शेल कहा जाता है इसलिए इसे शेल और ट्यूब एक्सचेंजर कहा जाता है तो आप एक ट्यूब देखते हैं ट्यूब के माध्यम से तरल पदार्थ में से एक बह रहा है और यह एक और तरल पदार्थ है जो शेल की तरफ से बह रहा है अब यह हो सकता है कि तरल पदार्थ एक गर्म तरल पदार्थ है और द्रव दो एक ठंडा तरल पदार्थ है तो द्रव एक और द्रव दो के बीच गर्मी का आदान प्रदान होता है क्योंकि यह इस शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर से गुजरता है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि द्रव दो वास्तव में इन गोलाकार ज्यामिति के पीछे बह रहा है और इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब कोई द्रव वास्तव में एक गोलाकार वस्तु या सिलेंडर से बह रहा हो तो गर्मी परिवहन गुणांक कैसे प्राप्त करें इस शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर से गुजरने पर द्रव एक और द्रव दो के बीच ऊष्मा विनिमय होता है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि द्रव दो वास्तव में इन गोलाकार ज्यामिति के पीछे बह रहा है और इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब कोई द्रव वास्तव में एक गोलाकार वस्तु या सिलेंडर से बह रहा हो तो गर्मी परिवहन गुणांक कैसे प्राप्त करें इस शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर से गुजरने पर द्रव एक और द्रव दो के बीच ऊष्मा विनिमय होता है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि द्रव दो वास्तव में इन गोलाकार ज्यामिति के पीछे बह रहा है और इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब कोई द्रव वास्तव में एक गोलाकार वस्तु या सिलेंडर से बह रहा हो तो गर्मी परिवहन गुणांक कैसे प्राप्त करें तो यही हम आज के शेष दिनों और अगले व्याख्यान में देखने जा रहे हैं तो यहाँ एक सीधा आवेदन हीट एक्सचेंजर है यह प्रवाह पिछले सिलेंडरों का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है तो मान लीजिए कि मैं एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं मैं इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन को किसी भी क्रॉस सेक्शन में लेता हूं और हम कहते हैं कि इस सिलेंडर के ऊपर से तरल पदार्थ बह रहा है मान लीजिए कि V धारा के विपरीत वेग है जो कि बेलन से बहुत दूर का वेग है तो यहाँ एक सिलेंडर है जो वास्तव में बोर्ड के बाहर की ओर जा रहा है और यह क्रॉस सेक्शन है और आपके पास एक तरल पदार्थ है जो एक निश्चित अपस्ट्रीम वेग से बह रहा है जहाँ V वह वेग है जो सिलेंडर से बहुत दूर है आइए मान लें कि द्रव का तापमान T इनफिनिटी है तो हम कहते हैं कि यह है मान लें कि मैं इसे x के बराबर 0 के रूप में एक स्थान x के बराबर 0 कहता हूं और मैं अपने निर्देशांक x को घुमावदार सतह स्थान के रूप में परिभाषित करता हूं जिसे मैं हमेशा दे सकता हूं तो अब x वास्तव में 0 से pi तक जाता है पीआई आर 2pi r 2pi r परिधि है और pi r इस छोर से इस छोर तक जाने वाली दूरी है और यह सममित है इसलिए अगर मुझे पता है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है तो मैं आसानी से पता लगा सकता हूं कि सर्कुलर के निचले हिस्से में क्या हो रहा है तो यह एक सममित प्रणाली अक्ष सममित प्रणाली है और अब x के बराबर 0 पर द्रव का वेग क्या होगा तो द्रव वास्तव में आराम करने के लिए आता है वास्तव में यदि आप प्रोफाइल को देखते हैं तो आप देखेंगे कि द्रव वास्तव में कभी भी इस स्थिति x बराबर 0 तक नहीं पहुंचता है क्योंकि वे वास्तव में इस सिलेंडर से आगे बढ़ रहे हैं तो यह है द्रव वास्तव में इस रास्ते को सही ले रहा है तो वास्तव में द्रव कभी भी इस स्थान x के बराबर 0 का सामना नहीं करने वाला है यह उस स्थान का अनुभव करने वाला नहीं है या बल्कि सिलेंडर उस स्थान x के बराबर तरल का अनुभव नहीं करेगा अब यदि आप देखते हैं तरल पदार्थ जो इस सिलेंडर से काफी आगे बह रहा है वे सिलेंडर के सीधे संपर्क में नहीं हैं जिस तरह से यह सिलेंडर की उपस्थिति को महसूस करता है वह उस मंदी के कारण होता है जो द्रव सिलेंडर की दूर की उपस्थिति के कारण अनुभव करता है तो अब तो मान लीजिए कि मैं सिलेंडर के ऊपरी आधे हिस्से को ज़ूम करता हूं और हमारे पास एक तरल पदार्थ है जो इस ऊपरी आधे हिस्से से बह रहा है अब वेग का क्या होगा अगर मैं जानना चाहता हूं कि उस स्थान पर द्रव का वेग क्या है तो इस सिलेंडर के ऊपर से बहने वाले द्रव के वेग की तुलना में कौन सा अधिक होगा अच्छी तरह से ऊपर या नीचे तो याद रखें कि मान लीजिए कि मैं एक तरल धारा लेता हूं जो इस स्थान पर बह रही है ठीक है मान लीजिए कि इसे किसी स्थान z1 के रूप में चिह्नित करना है और मैं इसे किसी अन्य स्थान z2 के रूप में चिह्नित करता हूं तो जिस दूरी से द्रव तरल पदार्थ की धारा की यात्रा करता है जो सिलेंडर के ऊपर अच्छी तरह से मौजूद है दूरी z2 तक पहुंचने के लिए यात्रा करती है वास्तव में उस दूरी से छोटी है जो द्रव कणों को इस स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है हालांकि वे एक ही विमान में शुरू हो गए होंगे सही इसलिए तो एक ही तल तक पहुँचने के लिए द्रव धारा अच्छी तरह से ऊपर की दूरी तय करती है इन द्रव कणों की तुलना में बहुत कम है जिन्हें इस स्थान तक पहुँचना है तो इसलिए तरल कण जो सिलेंडर के करीब मौजूद हैं या जो सिलेंडर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं पकड़ने के लिए उन्हें तेज करना होगा मान लीजिए कि यह स्थिर अवस्था है मान लीजिए कि आपके पास एक स्थिर प्रवाह ठीक है मान लें कि आपके पास एक स्थिर प्रवाह है जहां आप वास्तव में सिलेंडर से पहले पंप कर रहे तरल पदार्थ की मात्रा स्थिर है तो इस स्थान पर जो भी द्रव कण शुरू होता है उन्हें सिलेंडर छोड़ने से पहले पकड़ना होता है तो इन द्रव कणों को पकड़ने के लिए उन्हें तेज करना होगा और उन्हें इस द्रव कण के साथ पकड़ना होगा जो सिलेंडर के ऊपर अच्छी तरह से बह रहा है के लिए भी यही कहा जा सकता है लेकिन तय की गई दूरी वही है तो याद रखें कि एक सपाट प्लेट में द्रव के कण जितनी दूरी तय करते हैं वहां वेग संख्या नहीं नहीं वहाँ वेग अंतर जो आपने अपनी सपाट प्लेट में देखा है वह घर्षण के कारण है जो सपाट प्लेट द्वारा अनुभव किया जाता है घर्षण है कि फ्लैट प्लेट की उपस्थिति के कारण द्रव का अनुभव होता है और आपको थोड़ी देर में वही चीज़ दिखाई देगी लेकिन मान लीजिए कि आपके पास घर्षण होने पर भी तरल पदार्थ के लिए यह सिलेंडर होने पर भी आपके पास घर्षण है एक ही समय में छोड़ने के लिए उन्हें पकड़ना होगा जो एक फ्लैट प्लेट में सच नहीं है फ्लैट प्लेट में क्या होता है कि फ्लैट प्लेट के अनुभव से पहले मौजूद गति को वितरित किया जाता है क्योंकि द्रव कण अब एक्स और वाई दोनों दिशाओं में चल रहे हैं यदि आपके पास तरल पदार्थ है जो प्लेट के अनुभव से पहले केवल x दिशा में घूम रहा है सिलेंडर के विपरीत क्या होता है कि यदि आप समान द्रव्यमान प्रवाह दर या समान द्रव कण चाहते हैं जो किसी स्थान पर शुरू हुआ है और उन्हें उसी बिंदु पर स्थान को पार करना है तो ये द्रव कण जो अधिक दूरी तक यात्रा कर रहे हैं उनके पास है पकड़ने के लिए तेजी लाने के लिए इसलिए इसलिए यदि आप दबाव प्रवणता को देखते हैं तो ध्यान दें कि यहां x वक्र रैखिक निर्देशांक को समन्वयित करता है न कि रैखिक समन्वय को तो x दिशा है यह उनकी घुमावदार सतह पर स्थित है और तो घुमावदार सतह के साथ dp बाय dx जो तरल पदार्थ में तेजी लाने के लिए 0 से कम होना चाहिए अब यह हर जगह सच नहीं है यह केवल निश्चित स्थान पर होता है तो क्या होता है कि द्रव कण में तेजी आएगी और जो गति वह वहन करती है वह वास्तव में एक निश्चित स्थान तक तेज हो जाएगी और किसी बिंदु पर यह अपस्ट्रीम वेग के आधार पर प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है जो भी अपस्ट्रीम वेग का परिमाण है वह उस गति को पकड़ने में सक्षम नहीं है जो उसे करनी है और इसलिए क्या होता है कि किसी स्थान पर दबाव प्रवणता 0 पर जाएगी तो मान लें कि इस स्थान पर हमेशा इस स्थान पर नहीं होता है तो मान लें कि किसी स्थान पर दबाव प्रवणता 0 पर जाएगी तो इसका परिणाम है तो इसका परिणाम अधिकतम वेग में होता है तो एक होगा यह घुमावदार सतह के साथ अधिकतम वेग से मेल खाती है इसलिए याद रखें कि वह इस स्थान के साथ जितनी दूरी तय करती है अब ठीक है क्योंकि दूरी बहुत अधिक है द्रव कण को तेज करना पड़ता है लेकिन फिर जब वह सिलेंडर छोड़ देता है जब द्रव कण बेलन को छोड़ता है तो उसमें कोई त्वरण नहीं हो सकता है क्योंकि यह अब जा रहा है इसकी यात्रा उतनी ही दूरी पर है जितनी कि द्रव के सिलेंडर छोड़ने के बाद अन्य द्रव धारा की है तो इसलिए वहाँ स्थान होना चाहिए जहां द्रव कणों को कम किया जाता है ताकि पकड़ने के लिए वेग में वृद्धि को कम किया जाना चाहिए ताकि यह अपस्ट्रीम के समान वेग तक पहुंच सके जो कि मुक्त धारा द्रव के रूप में है अन्यथा द्रव के बीच एक सापेक्ष गति होने वाली है और आपके पास एक स्थिर प्रवाह नहीं हो सकता है तो इसलिए उस स्थान के बाद जहां अधिकतम वेग होता है वहां द्रव का एक मंदी होगी और इसलिए आप उस स्थिति का अनुभव करते हैं जहां एक प्रतिकूल दबाव प्रवणता होती है इसके परिणामस्वरूप द्रव की गति धीमी हो जाती है इसके परिणामस्वरूप द्रव कणों का मंदीकरण होता है और इसके परिणामस्वरूप द्रव कण का त्वरण होता है तो याद रखें कि जिस स्थान पर आपको अधिकतम वेग मिलता है जहाँ दाब प्रवणता 0 हो जाती है जो कि अपस्ट्रीम वेग पर निर्भर करती है यह नहीं होता यह सच नहीं है कि जिस स्थान पर आपके पास dx द्वारा dx है वह 0 या अधिकतम वेग है यह केवल एक स्थान पर होता है तो यह पूरी तरह से अपस्ट्रीम वेग पर निर्भर करता है और यह द्रव के त्वरण को कितना कम करने में सक्षम है तो अब किसी स्थान पर किसी स्थान पर क्या होता है कि द्रव अब कम हो जाता है लेकिन फिर यह एक निश्चित सीमा तक कम हो जाता है कि वेग 0 पर आ जाएगा तो मंदी है इतना एक निश्चित स्थान पर इतना कुछ होता है कि द्रव कण प्रतिकूल दबाव ढाल को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे और इसलिए द्रव कण आराम करने लगेंगे अब जब आराम की बात आती है तो क्या होता है यह आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है जब द्रव कण स्थिर हो जाता है जब वेग 0 होता है यह आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होता है और इसलिए यह सिलेंडर से अलग हो जाता है तो इस बिंदु को यह पृथक्करण बिंदु कहा जाता है तरल पदार्थ के लिए आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है क्योंकि प्रतिकूल दबाव ढाल को इतना कि वेग 0 पर आते ही 0 पर आ जाता है यह सिलेंडर से अलग हो जाता है यह अब सिलेंडर को पार करने में सक्षम नहीं है क्योंकि प्रतिकूल दबाव ढाल इतना अधिक है कि यह सिलेंडर को पार करने में सक्षम नहीं है अब एक बार अलग हो जाता है एक बार जब यह पृथक्करण बिंदु तक पहुँच जाता है तो यह पृथक्करण बिंदु है जहाँ इंटरफ़ेस पर द्रव धारा का वेग 0 है अब एक बार अलग ध्वनि होने पर दबाव प्रवणता नहीं बदली है दबाव प्रवणता अभी भी प्रतिकूल दबाव प्रवणता है जबकि द्रव कण ऊपर या आगे बढ़ना तो दबाव के प्रतिकूल दबाव ढाल को बनाए रखने के लिए कण क्या करेंगे वे पीछे की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके पास एक प्रोफ़ाइल एक वेग प्रोफ़ाइल होना शुरू हो जाएगी जहां द्रव जो सिलेंडर के करीब है तो ध्यान दें कि यह सिलेंडर के अग्रणी किनारे पर है लैगिंग किनारों पर नहीं है अग्रणी किनारा है जहां द्रव कण अब सतह के बहुत करीब विपरीत दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि यह प्रतिकूल दबाव को बनाए रखने में सक्षम नहीं है ढाल और इनमें से कुछ कण आगे बढ़ने लगेंगे जो सतह से बहुत दूर आगे की दिशा में चलते रहेंगे तो आपके पास कुछ कण होंगे जो पीछे की दिशा में विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ द्रव कण जो आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो अगर यह जारी रहता है तो क्या होता है इस द्रव कण का संचलन इसलिए इससे स्थानीय क्षेत्र में द्रव कणों का जाग्रत गठन या आंतरिक परिसंचरण कहलाता है तो इसे वेक फॉर्मेशन ओके कहा जाता है तो दिलचस्प घटनाओं की एक श्रृंखला है जो वास्तव में इन द्रव कणों के साथ घटित होती है जो सिलेंडर के पिछले हिस्से में बह रहे हैं तो यह पहले एक त्वरण का अनुभव करता है और फिर यह त्वरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता है तो वेग अधिकतम हो जाता है और गिरना बंद हो जाता है नीचे गिरना शुरू हो जाता है और शेष द्रव धारा के साथ पकड़ने के लिए एक प्रतिकूल दबाव प्रवणता होती है और यह प्रतिकूल दबाव प्रवणता को प्रबंधित करने में सक्षम नहीं होती है और इसलिए वेग 0 पर आता है और इसलिए यह सतह को छोड़ देता है और फिर यह सिलेंडर को परिचालित करना शुरू कर देता है तो ठीक ऐसा ही यहाँ इस स्थान पर होता है तो आप इस स्थान पर जो देखेंगे वह यह है कि द्रव कण घूमना शुरू कर देगा और ये एक अशांत प्रवाह में आप जो देखेंगे उसके समान ही वेक फॉर्मेशन होगा जहां आपके पास तरल पदार्थ का निरंतर मिश्रण और संचलन होता है आप देखेंगे कि सभी में लैमिनार और अशांत दोनों स्थितियों में हाइड्रोडायनामिक स्थिति तब सिलेंडर के पिछले प्रवाह होती है अब यहाँ लैमिनार के प्रवाह और अशांत प्रवाह के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वह स्थान जहाँ पृथक्करण होता है तो लैमिनार के प्रवाह के लिए यह पृथक्करण बिंदु नब्बे डिग्री से कम है इसलिए अगर मैं इसे अपनी थीटा कहता हूं तो लैमिनार की स्थिति के लिए इसे एक बार फिर रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा परिभाषित किया जाता है तो यहां रेनॉल्ड्स संख्या को सिलेंडर के व्यास के आधार पर परिभाषित किया गया है डी सिलेंडर का व्यास है अतः रेनॉल्ड्स संख्या को बेलन के व्यास के आधार पर परिभाषित किया जाता है इसलिए यदि यह 2 गुणा 10 घात 5 से कम है तो यह 2 गुणा 10 घात 5 से कम है इसे लैमिनार की स्थिति माना जाता है लैमिनार की स्थितियों में पृथक्करण बिंदु लगभग अस्सी डिग्री के कोण पर होता है तो यह कहीं 80 डिग्री के कोण में लैमिनार की स्थिति के तहत है जबकि अशांत परिस्थितियों में मैं यहां लिख सकता हूं अशांत परिस्थितियों में पृथक्करण का कोण लगभग 140 डिग्री है उफ़ जो एसी नहीं है तापमान क्षमा करें तो जुदाई का कोण 80 डिग्री पर होता है लैमिनार की स्थिति होने पर 80 डिग्री का कोण जबकि अशांत स्थिति में यह 140 डिग्री पर होता है तो यह दिलचस्प है क्योंकि वेक गठन जो आप लैमिनार की स्थिति में देखेंगे आप सिलेंडर के ठीक बगल में वेक फॉर्मेशन देखना शुरू कर देंगे जब एक बहुत अच्छी जगह के लिए बहुत अच्छी दूरी पर तरल सिलेंडर के नीचे बह रहा हो जबकि नीचे अशांत स्थिति में आप देखेंगे कि वेक फॉर्मेशन केवल सिलेंडर के अग्रणी किनारे की ओर है और शीर्ष सतह के बहुत करीब नहीं है तो यह एक बहुत ही अलग घटना है जो आप एक फ्लैट प्लेट के मामले में देखते हैं जहां आप लैमिनार की स्थिति में कभी भी जागरण नहीं देखेंगे जबकि आप लैमिनार की स्थिति में भी तरल पदार्थ का पुनरावर्तन देखेंगे जब द्रव अतीत में बह रहा है सिलेंडर और वह ज्यामिति के कारण है तो हाइड्रोडायनामिक स्थिति सीमा परत घर्षण गुणांक के समान यहां आपके पास जो है उसे ड्रैग गुणांक कहा जाता है तो घर्षण गुणांक के समान ही जिसे पहले परिभाषित किया गया था उसे सीडी कहा जाता है और वह ड्रैग फोर्स द्वारा दिया जाता है जिसे Af rho V वर्ग द्वारा 2 से विभाजित किया जाता है तो Af सिलेंडर के सामने की तरफ का सतह क्षेत्र है तो यह है वह ललाट क्षेत्र है जो सिलेंडर की सामने की घुमावदार सतह है तो उसके आधार पर ड्रैग गुणांक परिभाषित किया गया है और यदि मैं रेनॉल्ड्स संख्या के फ़ंक्शन के रूप में ड्रैग गुणांक को रेनॉल्ड्स संख्या के फ़ंक्शन के रूप में देखता हूं तो आपके पास थोड़ा कम होगा यह घटता हुआ कार्य है और इसका कारण बहुत सरल है इसलिए याद रखें कि जब आपके पास लैमिनार की स्थिति होती है तो अलगाव बहुत छोटे कोण पर होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्रैग बहुत अधिक होता है और अशांत स्थिति होती है क्योंकि वेग बहुत अधिक होता है इसलिए ड्रैग इतना अधिक नहीं होता है और इसलिए ड्रैग गुणांक बहुत छोटा होता है इसके अलावा मैं यहां कुछ नंबर डाल सकता हूं तो यह 10 पावर माइनस 1 है यह एक कम प्लॉट है 10 पावर 1 लगभग 10 पावर 6 और यह 006 से 60 तक जाता है तो ड्रैग गुणांक के लिए यह प्रोफाइल है इसलिए जब हम सीमा परत विश्लेषण करते हैं जो इस वर्ग में नहीं होगा तो सीमा परत विश्लेषण का सुझाव दिया सीमा परत विश्लेषण ने सुझाव दिया कि नुसेल्ट संख्या जिसे अब सिलेंडर के व्यास के आधार पर परिभाषित किया गया है यह सिलेंडर के व्यास के आधार पर परिभाषित h से d द्वारा kf द्वारा दिया गया है तो यह अब आधे की शक्ति और प्रांड्टल संख्या का 1 बटा 3 की शक्ति का कुछ कार्य है तो यह फिर से सीमा परत विश्लेषण पर आधारित है और तो इस समस्या के लिए उपलब्ध अनुभवजन्य सहसंबंध हैं इसलिए कोई स्पष्ट सैद्धांतिक भविष्यवाणियां उपलब्ध नहीं हैं इसलिए किसी को अनुभवजन्य सहसंबंध पर भरोसा करना पड़ता है जिसे बार बार कई प्रयोग करके देखा गया है तो अनुभवजन्य सहसंबंध एक बटा तीन है और इसलिए यदि C रेनॉल्ड्स संख्या 0989 है m 033 है और 4 और 40 के बीच C 0911 है और m 0385 है तो वह सहसंबंध है जो नुसेल्ट संख्या के लिए उपलब्ध है और एक सामान्य सहसंबंध को चर्चिल बर्नस्टीन कहा जाता है तो चर्चिल बर्नस्टीन सहसंबंध जो कि पिछले सिलेंडरों के प्रवाह के लिए गर्मी और बड़े पैमाने पर परिवहन गुणांक का आकलन करने के लिए उपयोगी है तो यह इसके द्वारा दिया गया है तो ध्यान दें कि यह उन प्रयोगों के आधार पर एक सहसंबंध है जो आप प्राप्त कर सकते हैं जो औसत नुसेल्ट संख्या है आप अब स्थानीय मात्रा नहीं ढूंढ पाएंगे प्लस 062 रुपये 3 1 जमा 04 और द्वारा तो आप सभी प्रकार के सहसंबंधों को देखना शुरू कर देंगे क्योंकि इनमें से कुछ समस्याओं के लिए विश्लेषणात्मक समाधान नहीं मिल सकते हैं और किसी को अनुमानित विश्लेषणात्मक समाधान भी नहीं मिल सकता है तो यहां तक कि संख्यात्मक समाधान भी एक बहुत ही गैर दुर्जेय बन जाता है इस प्रकार के सहसंबंध का परिणाम भी होना चाहिए और ध्यान दें कि इस प्रकार के सहसंबंध हमेशा बहुत अच्छी भविष्यवाणी नहीं देते हैं मैं कहूंगा कि त्रुटि कहीं न कहीं पाँच और दस प्रतिशत के बीच है इसे कुछ प्रायोगिक स्थितियों के लिए फिर से सत्यापित किया गया है तो गर्मी और बड़े पैमाने पर परिवहन गुणांक की भविष्यवाणी में हमेशा कुछ त्रुटियां होती हैं बेशक क्योंकि हम जानते हैं कि सीमा परतें समान हैं इसे हमेशा बदला जा सकता है यदि आप जन परिवहन गुणांक प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए आप बस नुसेल्ट नंबर को संबंधित शेरवुड नंबर और प्रांड्टल नंबर को संबंधित श्मिट नंबर से बदल दें आपको बड़े पैमाने पर परिवहन समस्या के लिए सहसंबंध मिलते हैं इसलिए बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इसे फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि आपको केवल नुसेल्ट नंबर को शेरवुड और प्रांड्ल नंबर को श्मिट नंबर से बदलना होगा